प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजीके पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है आज की कक्षा में हम रूट डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं यदि आप एक परिपक्व प्लांट लेते हैं तो इसे दो प्रणाली में विभाजित किया जा सकता है रूट सिस्टम और शूट सिस्टम रूट सिस्टम आमतौर पर प्लांट के जमीन वाले हिस्से से नीचे होता है शूट सिस्टम प्लांट के ग्राउंड पार्ट के ऊपर होता है और अगर आप प्लांट के टिप को करीब से देखते हैं शूट पर यह बढ़ती हुई एपिकल मेरिस्टेम की स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ तस्वीर है जो मूल रूप से इन्फ़्लॉरेसॅन्स मेरिस्टेम है और रूट के टिप पर इस संरचना को रूट एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है जिसे हम विस्तार से देखेंगे यह स्लाइड भी आपने पिछली कक्षा में देखी होगी प्लांट में रूट डेवलपमेंट तीन प्रमुख विकास प्रक्रियाएं हैं जो विकास के दौरान चल रही हैं पहली प्रक्रिया जिसे रूट एपिकल मेरिस्टेम मेंटेनेंस कहा जाता है जो कि बढ़ती प्राइमरी रूट्स के सिरे पर होती है और यदि आप नोक पर देखें तो यह वह क्षेत्र है जिसे रूट एपिकल मेरिस्टेम कहा जाता है और यह वह क्षेत्र है जहाँ कुछ सेल्स स्टेम सेल के रूप में अपनी पहचान बनाए रखते हैं स्टेम सेल का मतलब है कि वे केवल सेल डिवीज़न की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं वे सेल डिफ़र्इन्शीएशन की प्रक्रिया में प्रवेश नहीं करते हैं और यह रूट की निरंतर वृद्धि के लिए रूट के विकास के लिए रूट या ऑर्गनोजिनसिस के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिसके लिए सेल्स के निरंतर उत्पादन की आवश्यकता होती है और यह यहां रूट एपिकल मेरिस्टेम में हो रहा है और फिर यदि आप रूट के थोड़ा ऊपरी जोन में आते हैं तो इस जोन को सेल विस्तार का जोन कहा जाता है और इस जोन के दौरान ज्यादातर टिशू जड़ में विकास के दूसरे हिस्से को पैटर्न बनाते हैं जहां विभिन्न टिशू या सेल्स की विभिन्न परतें होती हैं जो एक बहुत ही विशेष पहचान लेते हैं और फिर यदि आप रूट के उच्चतर क्षेत्र में आते हैं तो नए अंगों या ऑर्गोजेनेसिस के उचित डिफ़र्इन्शीएशन की प्रक्रिया होती है जो रूट के मामले में लेटरल रूट या रूट ब्रांचिंग है तो रूट ब्रांचिंग की प्रक्रिया डिफ़र्इन्शीएशन जोन में शुरू की जाती है और इस क्षेत्र में बहुत अधिक लेटरल रूट्स का विकास होता है इसलिए अब इस कक्षा में हम पहले पहलू पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो कि रूट एपिकल मेरिस्टेम है रूट एपिकल मेरिस्टेम में क्या होता है प्रक्रिया क्या हैं मेरिस्टेम को कैसे बनाए रखा जाता है क्योंकि यदि आप रूट टिप को ध्यान से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह वह क्षेत्र है जो मूल रूप से मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र है मेरिस्टेमेटिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जो सेल डिविजन की प्रक्रिया से गुजरता है और यह सेल एलॉन्गेशन का क्षेत्र है और फिर यहां डिफ़र्इन्शीएशन है और यदि आप एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये अलग अलग सेल परतें हैं सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस है फिर आपके पास कोर्टेक्स की एक परत है फिर आपके पास एंडोडर्मिस है फिर यह पेरिसायकल है पेरीसाइकिल में एक जाइलम अक्ष होता है तो यह प्रोटोक्साइलम है यह मेटैक्साइलम है और फिर दो पोल्स पर आपके पास फ्लोएम पोल होते हैं जहां आपके पास छलनी तत्व के साथ साथ कम्पेन्यन सेल्स होते हैं और फिर आपके पास कुछ प्रोटोम्बियम सेल्स होते हैं यह एक अनुदैर्ध्य दृष्टिकोण है तो आप देख सकते हैं कि यह एपिडर्मिस कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरिसायकल और संवहनी ऊतक है लेकिन इसके अलावा आपके पास यहां कुछ टिशू हैं जिन्हें कोलुमेला कोशिकाएं कहा जाता है और ये लेटरल रूट कैप हैं तो ये सभी एक विशेष रूप से बढ़ती रूट्स का हिस्सा हैं एपिकल मेरिस्टेम कैसे स्थापित किया जाता है यह संगठन या रूट मेरिस्टेम का उचित संगठन कैसे होता है और इन सभी सेल्स का क्या महत्व है यह एम्ब्रिओजेन्इसिस के बहुत प्रारंभिक चरण में होता है यदि आप याद करें कि हमने चर्चा की थी कि फर्टलिज़ेशन के बाद पहली डिप्लॉइड सेल्स जाइगोट है जाइगोट एम्ब्रिओजेन्इसिस की प्रक्रिया से गुजरते है जहां यह माइटोटिक सेल डिविजन के कई दौर से गुजरता है और किसी चरण पर यदि आप लेट ग्लॉब्यलर अवस्था को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि तीन अलग अलग डोमेन हैं यह डोमेन ऊपरी डोमेन या एपिकल डोमेन है जो अंततः पौधे के ऊपरी हिस्से को बनाने जा रहा है फिर आपके पास यहां एक मध्य डोमेन है यह अंत में सीड्लिंग का हाइपोकॉटल क्षेत्र बना देगा और यह निचला डोमेन मूल रूप से रूट बनाने जा रहा है रूट शूट के लिए बुनियादी विकास कार्यक्रम एम्ब्रिओजेन्इसिस के चरण में ही स्थापित किया जाता है यहां आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह रूट एपिकल मेरिस्टेम का क्षेत्र है जो पहले से ही स्थापित है अब यदि आप एक बार उभरने के बाद बढ़ती हुई रूट को देखते हैं और आप देख सकते हैं कि यह टिपयह बहुत ही नज़दीकी और उच्च आवर्धन दृश्य है तो कुछ सेल्स जिन्हें आपको रूट डेवलपमेंट की पूरी प्रक्रिया को समझना होगा तो यदि आप देखें कि यह रूट टिप है और यह लाल रंग का सेल आप यहां दो देख सकते हैं लेकिन वास्तव में वे संख्या में चार हैं इन सेल्स को क्विसेंट सेंटर कहा जाता है यह QC है और इन सेल्स की विशेषता यह है कि वे स्वयं बहुत धीरे धीरे विभाजित होते हैं या लगभग विभाजित नहीं होते हैं लेकिन वे सेल्स की विभाजन क्षमता को नियंत्रित करते हैं जो उनके करीब हैं तो यदि आप इस बाउंड्री डोमेन को देखते हैं तो यह क्षेत्र है जिसे स्टेम सेल निच कहा जाता है क्योंकि जो सेल इन डोमेन में पड़े हुए हैं वे सेल डिफ़र्इन्शीएशन की प्रक्रिया से नहीं गुजरेंगे वे केवल विभाजित होंगे वे स्टेम सेल हैं इन्हें इनिशॅल सेल्स भी कहा जाता है ये इनिशॅल सेल्स या स्टेम सेल्स ये सीधे QC से जुड़े होते हैंजिसका अर्थ है कि जो सेल्स सीधे QC से जुड़े होते हैं उन्हें किसी प्रकार का संकेत प्राप्त हो सकता है जो इन सेल्स को स्टेम सेल या सेल्स जो विभाजित हो रहे हैं के रूप में बने रहने की अनुमति देता है और यह उन्हें डिफ़र्इन्शीएशन की प्रक्रिया से गुजरने में मदद नहीं करता है फिर इसके अलावा आप इन सेल्स को उनकी स्थिति के आधार पर इनिशॅल देख सकते हैं ये स्टेल इनिशियल हैं कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस इनिशियल है आपके पास एक कॉमन इनिशियल है जिसे C E I कहा जाता है जो कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस इनिशियल है D 1 परत जो QC के ठीक नीचे है ये कोलुमेला कोशिकाओं के लिए इनिशॅल हैं तो यह पूरा क्षेत्र कोलुमेला है QC के यह तुरंत नीचे वे इनिशियल हैं वे कोलुमेला स्टेम सेल हैं लेकिन अन्य सेल्स जो डी 2 लेयर डी 3 लेयर और डी 4 लेयर में होती हैं वे कोलुमेला विशिष्ट डिफ़र्इन्शीएशन की प्रक्रिया से गुजरती हैं और ये सेल्स मूल रूप से लेटरल रूट कैप बना रही हैं कोलुमेला सेल्स जब वे सेल डिफ़र्इन्शीएशन की प्रक्रिया से गुजरती हैं तो वे स्टार्च को जमा करती हैं और स्टार्च का पता लगाने के तरीके हैं इसलिए यदि आप स्टार्च का पता लगाते हैं यदि आप सेल में स्टार्च का संचय देखते हैं जो कि एक मार्कर है की यह सेल डिफ़र्इन्शीएशन की प्रक्रिया से गुजरा है ये सेल्स अब स्टेम सेल के रूप में काम नहीं कर रहा है और फिर इन अलग अलग परतों को आप स्पष्ट रूप से एपिडर्मिस परत कॉर्टेक्स परत और एंडोडर्मिस परत और स्टेल परतों को देख सकते हैं जिन्हें वे एक रेडियल तरीके से व्यवस्थित करते हैं QC बहुत केंद्रीय स्थिति में बैठा है और यह स्टेम सेल प्रॉपर्टी को नियंत्रित कर रहा है और इसका क्या महत्व है यह कैसे कार्य कर रहा है और एक बहुत विशिष्ट प्रयोग जिसे लेज़र एब्लेशन कहा जाता है जिसके माध्यम से आप विशेष रूप से एक विशेष सेल को मार सकते हैं जिसका उपयोग फ़ंक्शन को पढ़ने के लिए बढ़ते रूट में किया गया था और क्या होगा अगर आप QC को मारते हैं यह एक विशिष्ट संरचना है जिसे आपने पिछली स्लाइड में देखा है इसलिए यदि आप इस चित्र को देखते हैं तो यह आपका QC है QC में से एक यहाँ है लेकिन दूसरा QC जो अब यहाँ बहुत छोटा है इस QC को समाप्त कर दिया गया है और यदि आप QC को समाप्त करते हैं और देखते हैं कि उन सेल्स का क्या होता है जो इस QC के संपर्क में हैं आप यहाँ देखिये यह स्टार्च ग्रेन्युल का संचय है तो यदि आप इस स्टार्च ग्रेन्युल संचय को देखते हैं जिसका अर्थ है कि ये सेल्स स्टेम सेल नहीं हैं लेकिन ये सेल्स डिफ़र्इन्शीएशन से गुजर रहे हैं लेकिन अगर आप देखते हैं कि यह QC है और QC के ठीक नीचे जो सेल डी 1 लेयर में है वे स्टार्च को जमा नहीं करते हैं जिसका मतलब है कि वे मूल रूप से स्टेम सेल हैं लेकिन D1 के नीचे सेल की परतें जैसे डी 2 डी 3 डी 4 वे स्टार्च जमा करना शुरू कर देते हैं जिसका अर्थ है कि उन्होंने स्टेम सेल प्रॉपर्टी खो दी है और उन्होंने सेल डिफ़र्इन्शीएशन शुरू कर दिया है लेकिन अगर आप इस मामले को देखते हैं जहां एक QC को ऐब्लेटट कर दिया गया था QC जो कि परत के नीचे बरकरार है जो कि QC या सेल के नीचे है जो D 1 परत में QC से नीचे है या जिसे कॉलुमेला स्टेम सेल कहा जाता है यह अभी भी स्टेम सेल की पहचान बनाए हुए है इसमें स्टार्च जमा नहीं हुआ है लेकिन कोशिका जो एब्लेटेड QC से नीचे है इसने स्टार्च जमा करना शुरू कर दिया है जिसका अर्थ है कि इस सेल ने स्टेम सेल की अपनी क्षमता खो दी है और डिफ़र्इन्शीएशन शुरू कर दिया है जो बताता है कि एक स्टेम सेल की पहचान के रूप में QC को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है यह कैसे संभव है परिकल्पना क्या हो सकती है पहली परिकल्पना में क्या हो सकता है कि QC विभाजन को सक्रिय कर रहा है और एक साथ स्वतंत्र रूप से डिफ़र्इन्शीएशन को दबा रहा है और दूसरी संभावना यह है कि QC सक्रिय है विभाजन है और परिणाम डिफ़र्इन्शीएशन का इन्हबिशन है तीसरी संभावना में QC डिफ़र्इन्शीएशन को दबा रहा है और परिणाम सेल डिविजन की सक्रियता है लेकिन अगर आप इस प्रयोग को देखते हैं तो यह बताता है कि तीसरा मार्ग काम कर रहा है फिर इसके आधार पर एक मॉडल प्रस्तावित किया गया है और यहां मॉडल यह है कि मूल रूप से दो प्रकार के संकेत हैं एक संकेत जो रूट के ऊपरी क्षेत्र के बहुत परिपक्व सेल्स से आ सकता है और वे डिफ़र्इन्शीएशन संकेत हैं जो डिफ़र्इन्शीएशन को बढ़ावा दे रहे हैं और एक और संकेत जो QC से आ रहा है और यह संकेत मूल रूप से डिफ़र्इन्शीएशन का इन्हबिशन है तो इन दोनों सिग्नॅल्स के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है यह संकेत कम दूरी का संकेत है तो जो सेल्स QC के सीधे संपर्क में होते हैं उन्हें यह डिफ़र्इन्शीएशन इन्हबिशन सिग्नॅल्स प्राप्त हो रहे हैं जबकि अन्य सिग्नॅल्स ऊपर से आ रहे हैं और यदि आपके पास इन्हबिशन सिग्नल है तो क्या होता है वहां डिफ़र्इन्शीएशन इन्हेबिटेड होती है लेकिन एक बार जब यह सेल्स विभाजित हो जाते हैं यदि यह एक इनिशियल सेल है और यदि यह सेल विभाजित होता है तो सेल जो ऊपरी तरफ मौजूद है अब यह QC के साथ संपर्क खो देता है जिसका अर्थ है कि इसे इन्हबिशन सिग्नल या सिग्नल नहीं मिल रहा है जो कि डिफ़र्इन्शीएशन इन्हबिशन के लिए जिम्मेदार है लेकिन साथ ही इसे ऊपर से सिग्नल मिल रहा है जो डिफ़र्इन्शीएशन को बढ़ावा देने के लिए है अब ये सेल्स डिफ़र्इन्शीएशन की प्रक्रिया शुरू कर देंगे जबकि लोअर सेल्स जो अभी भी QC के संपर्क में रहते हैं यह सेल डिविजन की प्रक्रिया को बनाए रखेंगे और इन सेल्स में सेल डिफ़र्इन्शीएशन की प्रक्रिया इन्हेबिटेड होती है तो सेल डिफ़र्इन्शीएशन को बनाए रखने और सेल डिवीज़न और सेल डिफ़र्इन्शीएशन के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए QC महत्वपूर्ण है जेनेटिक पाथवे क्या हो सकता है रेगुलेटर क्या हैं और ये रूट स्टेम मेरिस्टेम में इन स्टेम सेल निच की स्थिति में मदद कैसे करते हैं और एक पाथवे SCARECROW SHORTROOT प्रोटीन मध्यस्थ मार्ग है SCARECROW और SHORT ROOT ये दो GRAS ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के परिवार हैं ये एक विशेष ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं और इन्हें टिशू विशिष्ट तरीके से व्यक्त किया जाता है तो यहाँ अगर आप SCARECROW के प्रमोटर गतिविधि SCARECROW ड्राइविंग GFP अभिव्यक्ति के अभिव्यक्ति पैटर्न को देखते हैं तो यह QC और कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस के लिए इनिशियल्स में बहुत अच्छी तरह से व्यक्त किया गया है लेकिन बाद के चरण में अभिव्यक्ति केवल एंडोडर्मिस तक ही सीमित है और कोर्टेक्स में कोई अभिव्यक्ति नहीं है लेकिन scarecrow म्यूटेंट में QC में अभिव्यक्ति इस क्षेत्र से गायब हो जाती है इसी तरह यदि आप अन्य मार्कर देखते हैं ये QC 25 और QC 46 हैं ये मार्कर जीन हैं जिन्हें QC में व्यक्त किया जाता है लेकिन scarecrow म्यूटेंटपृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं कि अभिव्यक्ति पूरी तरह से खो गई है जिसका मतलब है कि scarecrow म्यूटेंट QC पहचान दोषपूर्ण है जो बताता है कि QC की पहचान SCARECROW द्वारा रेगुलेटेड है लेकिन QC मार्करों में से कुछ अभी भी QC में व्यक्त किए जाते हैं तो हो सकता है कि पहचान पूरी तरह से खो न जाए या शायद यह जीन की स्थिति पर निर्भर अभिव्यक्ति हो सकती है यदि आप यहां स्टार्च ग्रेन्युल संचय देखते हैं तो यदि आप जंगली प्रकार में देखते हैं तो यह QC है और यह कोलुमेला स्टेम सेल है जिसमें कोई ग्रेन्युल संचय नहीं है लेकिन SCARECROW प्रोटीन की अनुपस्थिति में QC के ठीक नीचे के सेल्स स्टार्च जमा करने लगते हैं तो यह बताता है कि scarecrow के मामले में स्टेम सेल रखरखाव कोलुमेला स्टेम सेल रखरखाव दोषपूर्ण है Q1630 विभेदित कोलुमेला कोशिकाओं के लिए मार्कर है जंगली प्रकार के मामले में यह QC और यह परत है D 1 परत जिसमें कोलुमेला स्टेम कोशिकाएं हैं यह जीन यहां व्यक्त नहीं किया गया है लेकिन D2 परतों जिनमें विभेदित कोलुमेला कोशिकाएं हैं जो Q1630 व्यक्त करती हैं लेकिन scarecrow म्यूटेंट पृष्ठभूमि में आप देख सकते हैं कि QC के ठीक नीचे की कोशिकाएं कोलुमेला विशिष्ट मार्करों को जमा करना शुरू कर सकती हैं यह सब एक साथ यह सुझाव देते हैं कि SCARECROW न केवल QC को एक उचित पहचान के रूप में लेने के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि सही स्थिति पर स्टेम सेल की प्रारंभिक स्थिति भी निर्धारित करता है रूट स्टेम सेल निच की स्थिति का एक अन्य महत्वपूर्ण मार्ग या आनुवंशिक विनियमन जो ट्रेन्स्क्रिप्शन फ़ैक्टर के एक और वर्ग द्वारा मीडिएट है जो PLETHORA है PLETHORA AP2 डोमेन युक्त प्लांट विशिष्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है और अगर आप उस एक कक्षा को याद करते हैं जिसकी हमने चर्चा की है कि आमतौर पर वे आनुवंशिक रूप से निरर्थक तरीके से काम करते हैं जब आपके पास एक एकल म्यूटेंट होता है तो आपको एक मजबूत फेनोटाइप नहीं दिखता है लेकिन जब आप plethora1 और plethora2 डबल म्यूटेंट को जोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि रूट का विकास इन्हेबिटेड है तो यह एक बहुत छोटा रूट प्लांट है और अगर आप डिफ़र्इन्शीएशन पैटर्न को देखते हैं तो यह QC है लेकिन यदि आप D 1 परत में QC के ठीक नीचे डबल म्यूटॅन्ट सेल्स को देखते हैं तो यह स्टार्च जमा करना शुरू कर दिया है जो सुझाव देता है कि डबल म्यूटॅन्ट plethora1 और 2 डबल म्यूटेंट में स्टेम सेल निच नहीं बनाए रखा जा रहा है स्टेम सेल अपनी स्टेम सेल प्रॉपर्टी खो रहे हैं अगर आप यहां देखें तो यह डबल म्यूटेंट प्लेथोरा 1 और 2 डबल म्यूटेंट है यह जंगली प्रकार है और यह मूल रूप से मेरिस्टेम का आकार है तो जंगली प्रकार में यह मेरिस्टेम आकार है और डबल म्यूटेंट में यह मेरिस्टेम आकार काफी कम है यहां यदि आप मार्कर को देखते हैं तो साइक्लिन गस मार्करcyclin gus marker साइक्लिन मार्कर मूल रूप से मार्कर हैं जो विभाजन कोशिकाओं को चिह्नित करते हैं यह उन कोशिकाओं में व्यक्त करेगा जो सेल विभाजन की प्रक्रिया के तहत है और यदि आप जंगली प्रकार में देखते हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में कोशिकाएं कोशिका विभाजन की प्रक्रिया के तहत हैं लेकिन दोहरे डबल म्युटेंट में यह संख्या काफी कम हो जाती है एक ही चीज़ आप QC 25 मार्करों की कमी से देख सकते हैं तो जंगली प्रकार में आपके पास QC में व्यक्त 25 मार्कर हैं लेकिन म्युटेंटमें यह अभिव्यक्ति पूरी तरह से गायब हो गई है लेकिन फिर सवाल यह है कि हम जानते हैं कि SCARECROW और SHORTROOT पाथवे रूट स्टेम सेल की स्थिति को नियंत्रित कर रहे हैं अब PLETHORAS भी रेगुलेट कर रहे हैं क्या वे एक ही पाथवे से काम कर रहे हैं या वे स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं इसलिए यह जांचने के लिए कि यदि आप इन म्यूटेंट को देखते हैं तो यह डबल म्यूटेंट है और अगर आप SCARECROW प्रोटीन और SHORTROOT प्रोटीन के अभिव्यक्ति पैटर्न को देखते हैं तो आप पाते हैं कि अभिव्यक्ति बिल्कुल सामान्य लग रही है तो यहां जंगली प्रकार और म्यूटेंट के बीच भ्रूण अवस्था में भी जंगली प्रकार और म्यूटेंट इसलिए प्लीथोरा म्यूटेंट में SHORTROOT और SCARECROW दोनों प्रोटीन की अभिव्यक्ति पैटर्न काफी प्रभावित नहीं होती है इससे पता चलता है कि वे रूट एपिकल मेरिस्टेम के मामले में एक स्टेम सेल निच स्थिति को रेगुलेट करने के लिए स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं इसलिए यदि हम संयोजन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि दो मार्ग SHORTROOT SCARECROW पाथवे और PLETHORAS पाथवे हैं SHORTROOT SCARECROW पाथवे रेडियल तरीके से QC स्थिति बनाने में मदद कर रहे हैं रेडियल तरीके यदि आप इस तस्वीर को देखते हैं तो यह जीन का अभिव्यक्ति पैटर्न है MP हम बात करेंगे शायद बाद में यह जीन का एक प्रकार है जिसे ऑक्सिन द्वारा रेगुलेट किया जाता है और ऑक्सिन हार्मोन है जो मूल विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लेकिन इसके अलावा यदि आप PLETHORA अभिव्यक्ति को देखते हैं तो PLETHORAS इस डोमेन में यहां व्यक्त किए गए हैं लेकिन बाद के चरण में यदि आप देखते हैं या हो सकता है कि बढ़ते हुए मेरिस्टेम में यदि आप देखते हैं तो यह कोशिकाएं हैं जहां PLETHORA व्यक्त किया गया है यह वह कोशिका है जहां SCARECROW और SHORTROOT प्रोटीन व्यक्त किए जाते हैं लेकिन अगर आप इस सेल को देखते हैं तो यह QC के साथ साथ इस CEI इनिशल्स भी है इसलिए कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस इनिशियल्स ये वे कोशिकाएँ हैं जहाँ तीनों जीनों PLETHORA SCARECROW और SHORTROOT को व्यक्त किया जाता है तो परिकल्पना यह है कि SHORTROOT और SCARECROW PLETHORAS रेडियल तरीके से स्टेम सेल निच की स्थिति निर्धारण में मदद कर रहे हैं जबकि PLETHORA लॉन्जटूडनल तरीके से स्टेम सेल निच की स्थिति निर्धारणमें मदद कर सकता है बाद में हम देखेंगे कि वास्तव में SHORTROOT SCARECROW की अभिव्यक्ति को सक्रिय करता है और यह WOX 5 की अभिव्यक्ति को सक्रिय करता है जिसे हम अन्य स्लाइड्स में देखेंगे तो दो पाथवेज हैं जो स्टेम सेल निच गठन को बढ़ावा दे रहे हैं और उन्हें एक सही डोमेन में स्थिति निर्धारण में मदद कर रहे हैं लेकिन इस प्रक्रिया के कुछ रीप्रिशन हैं और उन रीप्रिशर को यह सुनिश्चित करने के लिए रिप्रेस्ड किया जाना चाहिए कि एक उचित स्टेम सेल बनाए रखा जाए और उचित स्टेम सेल निच तैनात किया जाए और उनमें से एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के दूसरे वर्ग से संबंधित है जिसे होमोबॉक्स ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कहा जाता है यदि आप SERRATE जीन के म्यूटेंट को देखते हैं SERRATE एक न्यूक्लियर जिंक फिंगर प्रोटीन है इस म्यूटेंट में आप क्या निरीक्षण करते हैं कि उचित भ्रूणजनन पूरी तरह से दोषपूर्ण है और कोशिकाओं का कोई उचित संगठन नहीं है इसमें एपिकॅल मेरिस्टेमस का कोई उचित संगठन नहीं है लेकिन अगर आप इस म्यूटेंट को जोड़ते हैं सीरेट म्यूटेंट को कुछ होमोबॉक्स जीन जैसे PHABULOSA और PHABULOTA के साथ ये होमोलोग जीन हैं यदि आप डबल म्यूटेंट को ट्रिपल म्यूटेंट बनाते हैं तो सीरेट म्यूटेंट का यह दोष पूरक है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि किसी तरह वे जिनट्इकली इंटरेक्ट कर रहे हैं और वे मूल रूप से सेरेट म्यूटेंट के फेनोटाइप को दबा रहे हैं यह कैसे होता है इसलिए यदि आप इस बॉक्स होमोबॉक्स जीन PHABULOSA के अभिव्यक्ति पैटर्न को देखते हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह विषम रूप से व्यक्त या स्थानीयकृत है आप इसे एपिकल डोमेन में ही मौजूद देख सकते हैं यह बेसल डोमेन या रूट एपिकल मेरिस्टम डोमेन में मौजूद नहीं है इस जीन को उचित मेरिस्टम फंक्शन के लिए रूट एपिकल मेरिस्टेम में रिप्रेस्ड किया जाना है लेकिन सीरेट म्यूटेंट में क्या होता है सीरेट म्यूटेंट में यह असममित अभिव्यक्ति पैटर्न या ट्रांसक्रिप्ट स्थानीयकरण PHABULOSA जीन के लिए खो जाता है अब आप देख सकते हैं PHABULOSA को भ्रूण में हर जगह व्यक्त किया गया है और यह पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहा है जो एक उचित रूट एपिकल मेरिस्टम को बनने नहीं दे रहा है लेकिन जब आप सीरेट म्यूटेंट पृष्ठभूमि में इस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को हटाते हैं तो पहले एक बहुत पूरकता नहीं हो सकती है लेकिन बाद में यह चरण मूल रूप से फेनोटाइप की प्रशंसा करता है देखें साइड समय 2449 जैसा कि आप मार्कर के माध्यम से देख सकते हैं तो यह एक SCARECROW मार्कर है SCARECROW अभी आपने देखा है कि यह QC में और साथ ही एंडोडर्मिस इनिशियल में व्यक्त होता है यह WOX5 है WOX5 एक अन्य होमोबॉक्स प्रोटीन है जो विशेष रूप से QC कोशिकाओं में व्यक्त किया जाता है लेकिन सीरेट म्यूटेंट में दोनों मार्करों उनकी अभिव्यक्ति पैटर्न खो देते हैं जिसका अर्थ है कोई उचित QC पहचान नहीं है कोई उचित स्टेम सेल निच संगठन और स्थिति नहीं होती है लेकिन जब आप एक डबल म्यूटेंट या ट्रिपल म्यूटेंट बनाते हैं तो आप देख सकते हैं कि उनकी अभिव्यक्ति सही डोमेन में फिर से दिखाई देती है जिसका मतलब है कि अब यदि आप PHABULOSA PHABULOTA को म्यूटेंट करते हैं तो मूल रूप से यह म्यूटेंट सीरेट म्यूटेंट या ट्रिपल म्यूटेंट है वे अपने स्टेम सेल निच को पुनर्गठित कर सकते हैं और यही कारण है कि वे फेनोटाइप बचाव कर सकते हैं अगर आप इस मॉडल को देखते हैं यह PHABULOSA प्रोटीन जो बहुत ही एपिकल डोमेन में व्यक्त किया जाता है और इसे बेसल डोमेन में दमित रखा जाता है इस अवस्था में विशेष रूप से रूट एपिकल मेरिस्टेम में इसे पूरी तरह से दमित रखा जाना चाहिए तो दो तरह के तंत्र हैं यदि आप रूट एपिकल मेरिस्टम को बनाए रखना चाहते हैं तो कुछ एक्टीवेटर को सक्रिय करना होगा साथ ही उचित विकास सुनिश्चित करने के लिए रिप्रेसेंट को नकारात्मक रूप से विनियमित करना होगा एक अन्य महत्वपूर्ण रेगुलेटरी पाथवे जो रूट एपिकल मेरिस्टेम रखरखाव को रेगुलेट कर रहा है वह है WOX CLE ACR4 मॉड्यूल तो हम एक एक करके जाएंगे क्या इंटरेक्शन हैं यदि आप हमारी पिछली कुछ कक्षाओं को याद करते हैं जहाँ हमने विस्तार से चर्चा की है तो हम किस तरह के दृष्टिकोणों का अध्ययन कर रहे हैं अब यहां आप क्या जानने जा रहे हैं कि उन तरीकों का उपयोग कैसे किया गया है और किसी विशेष विकासात्मक मार्ग को समझने के लिए डेटा की व्याख्या कैसे की गई है WOX5 एक अन्य होमोबॉक्स डोमेन है जिसमें ट्रांसक्रिप्शन कारक है लेकिन इसमें PHABULOSA और PHABULOTA के विपरीत रूट स्टेम सेल रखरखाव या QC पहचान पर अधिक सकारात्मक भूमिका है यदि आप अभिव्यक्ति पैटर्न WOX5 प्रमोटर गतिविधि या RNA को देखते हैं तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह विशेष रूप से QC में व्यक्त किया गया है और अगर तुम देखो यह जंगली प्रकार QC है QC के ठीक नीचे आपके कोलुमेला स्टेम सेल होंगे यदि आप wox5 म्यूटेंट पृष्ठभूमि में देखते हैं तो यह QC है लेकिन QC के ठीक नीचे सेल यह दोषपूर्ण दिखता है यह सामान्य कोशिका नहीं है और यदि आप मार्करों की जांच करते हैं तो QC के विभिन्न मार्कर उदाहरण के लिए QC 184 आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हालांकि QC पहचान पूरी तरह से यहां नहीं खोई है हो सकता है कि कुछ मार्कर गायब हो रहे हों उदाहरण के लिए QC 184 गायब हो रहा है लेकिन WOX5 मार्कर अभी भी सक्रिय है तो पहचान में एक दोष है जंगली प्रकार में इन कोलुमेला स्टेम कोशिकाओं की पहचान मूल रूप से खो गई है और यह विभेदित है तो इसने स्टार्च ग्रैन्यूल जमा किया है जो बताता है कि रूट में कोलुमेला स्टेम सेल के रखरखाव के लिए WOX5 स्टेम सेल रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण है फिर एक और पेप्टाइड्स है जिसे CLE पेप्टाइड्स कहा जाता है जंगली प्रकार में आम तौर पर आपके पास QC होता है तब आपके पास D1 परत की एक परत होती है जो आपकी कोलुमेला स्टेम सेल होती है और फिर अगली परत में विभेदित कोलिमेला कोशिकाओं होती है लेकिन अगर आप CLE40 जीन को म्यूटेंट करते हैं तो कोलुमेला स्टेम कोशिकाओं की एक से अधिक परत होती है जिसका अर्थ है कि cle40 म्यूटेंट में स्टेम सेल गतिविधि का लाभ होता है तो आवश्यक स्टेम सेल गतिविधि से अधिक है और यदि आप इस जंगली प्रकार को लेते हैं और CLE पेप्टाइड के साथ एक्सोजेन्सली ट्रीट करते हैं तो CLE पेप्टाइड जिसे आप संश्लेषित कर सकते हैं और फिर प्रारंभिक कोशिकाओं या स्टेम कोशिकाओं की एक परत भी जंगली प्रकार में गायब हो गई है तो जंगली प्रकार में एक एंडोजीनस CLE40 संकेतन सक्रिय है अब आप अधिक CLE40 प्रोटीन को एक्सोजेन्सली से डाल रहे हैं तो यह डोस डिपेंडेंट माइनर में काम कर सकता है और यदि आपके पास अधिक खुराक है तो भी इस गतिविधि की एक परत खो जाती है लेकिन अगर आप यहाँ देखते हैं कि एंडोजीनस CLE40 मार्ग cle40 म्यूटेंट के कारण खो गया है तो अब आप CLE40 को बाहर से पूरक कर रहे हैं यह मूल रूप से जंगली प्रकार के फेनोटाइप को पुनर्स्थापित करता है यहाँ आप कोलोरेला स्टेम कोशिकाओं की केवल एक परत देख सकते हैं और ये WOX5 RNA और QC 184 RNA के लिए केवल मार्कर अभिव्यक्ति पैटर्न हैं तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि WOX5 सक्रिय या स्टेम सेल गतिविधि का सकारात्मक नियामक हैहालांकि CLE40 गतिविधि को नकारात्मक रूप से विनियमित कर सकता है लेकिन हम देखेंगे कि वास्तव में यह कैसे हो रहा है फिर यदि आप इस म्यूटेंटउ को जोड़ते हैं यदि आप wox5 म्यूटेंट को देखते हैं जैसा कि आपने पहले wox5 म्यूटेंट में देखा है तो आपके पास कोलुमेला स्टेम सेल नहीं है लेकिन जब आप CLE40 प्रोटीन के साथ ट्रीट करते हैं तब भी QC विभेदित हो जाता है इसलिए कोलुमेला स्टेम कोशिकाओं के नुकसान के अलावा यहां तक कि QC भी खो गया है और ग्रेन को संचित किया है इसलिए विभेदीकरण का लाभ है फिर CLAVATA की तरह एक और जीन था जो CLAVATA2 है हम शूट विकास में देखेंगे इसी तरह के तंत्र जो शूट एपिकल मेरिस्टेम को बनाए रखने में कार्य करते हैं तो अगर आप clavata2 म्युटेंट देखें CLAVATA2 म्यूटेंट मूल रूप से इसका कोई फेनोटाइप नहीं है यह जंगली प्रकार कोलंबिया के समान दिखता है स्लाइड समय देखें 3115 फिर यदि आप फिर से जाते हैं और किसी अन्य म्युटेंट को देखते हैं या यदि आप अन्य जीन के साथ जेनेटिक इंटरेक्शन देखते हैं तो आप जो देख सकते हैं वह एक और CLAVATA है जिसे CLAVATA1 कहा जाता है Clavata1 म्युटेंट में एक फेनोटाइप है जो CLAVATA40 के नुकसान के समान है एक और जीन जिसे ACR4 कहा जाता है जो मूल रूप से ARABIDOPSISCRINKLY4 है तो यह भी clavata40 म्युटेंट फेनोटाइप को phenocopy करता है और एक और महत्वपूर्ण बात अगर आप इन म्यूटेंट को मूल रूप से clavata1 में CLAVATA के साथ ट्रीट करते हैं तो फेनोटाइप खो जाता है और अधिक विभेदीकरण शुरू हो जाता है लेकिन अगर आप acr4 म्यूटेंट में देखें तो CLAVATA40 ट्रीटमेंट के बाद भी कोलुमेला स्टेम कोशिकाओं की दो परत है इससे पता चलता है कि वे एक ही रास्ते से काम कर रहे हैं और CLAVATA40 ACR4 के अपस्ट्रीम है तो CLAVATA40 ACR4 के माध्यम से काम कर रहा है अगर आप यहां देखें तो यह CLE40 है और फिर डाउनस्ट्रीम ACR4 है यदि आपके पास ACR4 नहीं है भले ही आप CLAVATA40 प्रदान करें फ़िनोटाइप को बचाया नहीं जा सकता तो यहाँ काम करने के लिए CLAVATA40 के लिए ACR4 आवश्यक है फिर ये डबल म्युटेंट फेनोटाइप हैं यह cle40 केवल दो परतें हैं जब आप clavata1 और acr4 को मिलाते हैं तो दो परत होती है clavata1 और cle40 दो परतें clavata4 और cle40 दो परतें इसलिए सभी समान फेनोटाइप वाले हैं जो बताते हैं कि ये सभी एक ही आनुवंशिक मार्ग के माध्यम से काम कर सकते हैं और फिर यदि आप उनमें से अभिव्यक्ति पैटर्न देखते हैं यह हरा ACR4 अभिव्यक्ति पैटर्न है और लाल CLAVATA1 अभिव्यक्ति पैटर्न है और यह CLE40 अभिव्यक्ति पैटर्न डोमेन है और एक और महत्वपूर्ण बात जो यह देखी गई है कि यह ACR4 विशेष रूप से प्लास्मोडेस्माटा के लिए स्थानीयकृत है भविष्य के कुछ वर्ग में प्लास्मोडेस्माटा हम देखेंगे कि प्लास्मोडेस्माटा एक चैनल है जिसके माध्यम से पौधे की वृद्धि और विकास के दौरान सेल से सेल संचार में बहुत कुछ होता है इसलिएयदि हम इन सभी सूचनाओं को एक साथ जोड़ते हैं तो आप यह सुझाव दे सकते हैं कि CLAVATA40 यहाँ मौजूद है यह CLAVATA40 वास्तव में CLAVATA40 की जैव रासायनिक प्रकृति ज्ञात है यह एक तरह का सिग्नलिंग पेप्टाइड है जो लिगैंड के रूप में काम करता है और फिर ये रिसेप्टर्स होते हैं तो यह CLAVATA40 ACR4 और CLAVATA1 द्वारा प्राप्त किया गया है और फिर यह सिग्नलिंग WOX5 के QC को सीमित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए QC का विस्तार नहीं होना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि QC की स्थिति को किसी विशेष स्थान पर तय किया जाना चाहिए और एक बार जब आप QC की स्थिति को ठीक कर लेते हैं तो अंततः आप पूरे स्टेम सेल निच को रेगुलेट करने या उसकी स्थिति निर्धारित करने वाले हैं कई पाथवे हैं PLETHORA मध्यस्थता मार्ग SHORTROOT SCARECROW मध्यस्थता मार्ग और फिर WOX5 ACR4 CLE40 मध्यस्थ मार्ग उन सभी को एक साथ काम करने के लिए उचित रूट अपिकल मेरिस्टम रखरखाव और कार्य सुनिश्चित करते हैं इन रेगुलेटर के अलावा प्लांट हार्मोन वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण हैं वे ग्रोथ और डेवलपमेंट के हर पहलुओं को लगभग रेगुलेट करते हैं ऑक्सिन साइटोकिनिन जिबरेलिक एसिड ये सभी हार्मोन बहुत महत्वपूर्ण हैं यहां हम विस्तार में नहीं जाएंगे क्योंकि यह हार्मोनल सिग्नलिंग की एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है औक्सिन ब्रैसियोनिस्टेरॉइड ये सभी हार्मोन भी या तो सीधे या उसी आनुवंशिक नियामक मार्ग के माध्यम से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं जो अभी हमने उचित रूट एपिकल मेरिस्टेम रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए चर्चा की है उदाहरण के लिए यदि आप यहां देखें तो यह SCARECROW है SCARECROW साइटोकिनिन द्वारा नकारात्मक रूप से नियंत्रित या दमित है यह प्रतिक्रिया नियामक है जो साइटोकिनिन प्रतिक्रिया में काम करता है और फिर यह ऑक्सिन है ऑक्सिन कुछ ऑक्सिन प्रतिक्रिया कारकों को सक्रिय कर रहा है और ये ऑक्सिन प्रतिक्रिया कारक WOX5 की गतिविधि को विनियमित कर रहे हैं औक्सिन PLETHORAS की गतिविधि को भी रेगुलेट कर रहा है इसलिए यदि आप इस चित्र को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक साथ ऑक्सिन और साइटोकिनिन के बीच एक क्रॉस टॉक है जो एक उचित रूट एपिकल मेरिस्टेम और उचित मेरिस्टेमेटिक गतिविधि और ग्रोथ और डेवलपमेंट के दौरान सेल डिवीजन और सेल विभेदीकरण के बीच एक महत्वपूर्ण संतुलन सुनिश्चित करता है ऑक्सिन और साइटोकिनिन के अलावा ABA JA brassionosteroid अन्य सभी हार्मोनों की रूट एपिकल मेरिस्टेम रखरखाव में भूमिका और कार्य हैं स्लाइड समय देखें 3654 फिर यहाँ एक और बहुत ही दिलचस्प बात आ रही है QC का नियंत्रण QC रूट एपिकल मेरिस्टेम गतिविधि को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन खुद QC बहुत सक्रिय रूप से विभाजित नहीं करता है तो क्या यह हो सकता है कि इसका कार्य केवल गतिविधि को विनियमित करना है या इसमें अधिक कार्य हो सकता है तो सामान्य स्थिति में यह केवल इसे नियंत्रित कर रहा है लेकिन कुछ तनाव की स्थिति में इसके अधिक कार्य हैं यह मूल रूप से स्टेम सेल प्रदान करने के लिए एक रिजर्वॉयरके रूप में काम कर सकता है उदाहरण के लिए यदि बढ़ती रूट की क्षति होती है या यदि किसी कारण से ये प्रारंभिक कोशिकाएं या स्टेम कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं या वे मर जाती हैं तो उस स्थिति में यह QC विभाजित होने लगता हैहै तो QC में सेल डिवीजन की सक्रियता है जो सामान्य रूप से शांत है और यह QC यहां पूरे स्टेम सेल निच को ठीक करता है ताकि रूट बढ़ती रहे और इससे रूट एपिकल मेरिस्टेम की स्थिति ठीक हो जाए एक और चीज जिसे आप देख सकते हैं कि इन पाथवेज को सामान्य रूप से आनुवंशिक रूप से रेगुलेट किया जाता है यदि आप देखते हैं कि स्टेम सेल निच इस QC द्वारा बनाए रखा गया है लेकिन इस स्तर पर QC विभाजित नहीं है लेकिन अगर कुछ तनाव प्रेरित संकेत या कोई समस्या है तो क्या होता है कि यह QC सेल विभाजन की प्रक्रिया शुरू करता है ताकि अधिक स्टेम सेल उत्पन्न हो सके और इन प्रक्रियाओं को कई मार्गों द्वारा नियंत्रित किया जाता है WOX5 मध्यस्थ मार्ग साइटोकिनिन RBR SCARECROW मध्यस्थ मार्ग और कुछ अन्य मार्ग ब्रोसिनोस्टेरॉइड और एथिलीन हार्मोन भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं तो हम इस क्लास को यहाँ रोकेंगे अगली कक्षा में हम सेल डिवीज़न और डिफ़र्इन्शीएशन और विशेष रूप से संवहनी ऊतक विकास के बीच संतुलन की ओर बढ़ेंगे